पादप वृद्धि और विकास की विशेषताओं के दूसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है तो यदि हम पहले व्याख्यान के बारे में याद करते हैं तो हमने प्राथमिक वृद्धि और विकास द्वितीयक वृद्धि और विकास पार्ष या लेटरल वृद्धि और विकास के बारे में चर्चा की वह एक्सेस जिससे वृद्धि और विकास होता है पौधे का वह स्थान जहां पर मेरिस्टमैटिक यानी कि विभाजन की प्रक्रिया होती है और कैसे वह पौधे के वृद्धि और विकास को संचालित और समन्वित करती है तो अब हम पौधे की वृद्धि और विकास की विशेषताओं के व्याख्यान को जारी रखेंगे और पौधे की विकास की दूसरी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे जोकि प्लास्टिसिटी सुघट्यता है यह जानते हुए कि पौधे सिसाइल यानी कि बिना डंठल वाले होते हैं प्लास्टिसिटी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते जिसका अर्थ है कि उन्हें सभी पर्यावरणीय गड़बड़ी या सभी पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना सिर्फ एक स्थान पर खड़े होकर करना होगा और पर्यावरण में इस परिवर्तन से निपटने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा तंत्र अपनाया है और जो प्रकृति में प्लास्टिक सुघट्य है तो प्लास्टिसिटी मूलतः पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहने के लिए एक अनुकूलन क्षमता है मैं इसके लिए कुछ उदाहरण लूंगा और आप इस बात की सराहना करेंगे कि कैसे विकासपरक प्लास्टिसिटी को अपनाया जाता है या इसे पौधों द्वारा हासिल किया जाता है यदि आप ही हैं उदाहरण लेते हैं तो यह एक काउच घास है काउच घास में मूलतः तने होते हैं जो भूमि के ऊपर और नीचे दोनों तरफ वृद्धि करते हैं और क्या होता है जब सूट्स भूमि के नीचे बढ़ते हैं भूमिगत होने का मतलब है की जमीन के नीचे का वातावरण ऊपर के वातावरण से बहुत ही भिन्न है जमीन के नीचे प्रकाश की तीव्रता कम है ऑक्सीजन की उपलब्धता और दूसरे कारक भी जमीन के ऊपर से बहुत ही भिन्न है आप देख सकते हैं कि जब तना नीचे की ओर वृद्धि करता है तो उसके पास विकास की एक योजना होती है जोकि लंबे इंटर्नोड और पत्ती की तरह की संरचना को जन्म देती है जिसको स्केल लीफ कहते हैं और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है की प्रत्येक नोड पर आप बहुत सारी अपस्थानिक मूल एड्वेंटिशियास रूट के विकास को देख सकते हैं इसलिए यहां पर एक सुनियोजित विकास है जो यहां पहले से ही प्रारंभ हो चुका है लेकिन जब यह बढ़ते हुए तने जमीन तक पहुंचते हैं और जब जमीन से बाहर आते हैं तो यह अपने विकास के कार्यक्रम को बदल देते हैं यहां एक बदलाव आता है पहली चीज जो होती है वह कि अब यह छोटे इंटर्नोड बनाना शुरू कर देते हैं इसलिए बदलाव के तहत इंटर्नोड की लंबाई कम हो जाती है यह विकासीय जीव विज्ञान का मूल उद्देश्य या कार्यक्रम है और दूसरी बात कि अब यहां असली पत्तियों की तरह ब्लेड की तरह संरचना का विकास होता है और नोड पर उपस्थित यह सूट भी अब जड़ों का निर्माण नहीं करता इसलिए वह कौन से परिवर्तन है जो अब पौधे को विकास के समय करने चाहिए अब पौधे को अपने लंबे इंटर्नोड बनाने के कार्यक्रम को छोटे इंटर्नोड बनाने में परिवर्तित करना पड़ेगा और इस बदलाव में पत्तियों के विकास में होने वाला बदलाव एक बड़ा परिवर्तन है अब पत्तियां भूमिगत अवस्था की तुलना में अलग और ज्यादा है जब बे भूमिगत थी तो उनकी विकास का उद्देश्य एड्वेंटिशियास जोड़ों को बनाना था लेकिन जब एक बार वह भूमि से बाहर आ जाती हैं तब उनको एडवांटेजियस जड़ों को बनाने का कार्यक्रम बंद करना पड़ता है यह प्लास्टिसिटी के विकास का एक दूसरा उदाहरण है यदि आप वाटर क्रो फुट जो कि एक जलीय पौधा है को देखते हैं तो यह इस तरह बढ़ता है कि इस पौधे का एक भाग पानी में डूबा रहता है और एक भाग पानी और हवा के बीच की सतह में रहता है और इस पौधे का कुछ भाग वायु में रहता है जो कि बाहर रहता है और इसीलिए है पौधा तीन तरह की पत्तियों का निर्माण करता है वह पत्तियां जो जल मग्न रहती हैं रहती है मैं बहुत ही भिन्न आकार की होती हैं उनकी संरचना बहुत अलग होती है उनका कार्य भी अलग होता है यदि आप उन पतियों को देखते हैं जोकि हवा और पानी के बीच की सतह पर हैं और हवा और पानी के इंटरफेस पर है तो की आकृति हवा में पाई जाने वाली पत्तियों से बिल्कुल अलग होती है तो यह एक उदाहरण है जहां पर विकास का कार्यक्रम वातावरण के हिसाब से बदलता है दूसरा पौधे के विकास का विशिष्ट उदाहरण है कि कैसे कोशिका का भाग्य या भविष्य निर्धारण होता है इसलिए यदि आप पहले की कक्षा को याद करते हैं जहां पर हमने चर्चा की थी की ऑर्गेनोजेनेसिस और डिफरेंटशिएशन का पहला चरण कोशिका का भविष्य निर्धारण अथवा कोशिका का आईडेंटिफिकेशन अथवा कोशिका को एक अलग पहचान देना है यह कैसे संभव होता है जंतुओं में यह सर्वविदित है की सेल लीनिएज वंशावली मतलब कोशिका की पूर्वज कोशिका वह कोशिका जोकि डॉटर कोशिकाओं को जन्म देती है वह सभी जानकारी डॉटर कोशिका को स्थानांतरित करती है लेकिन पौधों के मामले में आप यह पाएंगे की यहां लीनिएज वंशावली इसके विकास की कुछ प्रक्रिया है लेकिन यह प्रतिबंधित है और विकास का भविष्य मुख्यतः स्थान आधारित प्रक्रिया से परिभाषित होता है इसका मतलब है कि कोशिका का भविष्य पूर्णता पूर्वज कोशिकाओं द्वारा नहीं अपितु मुख्यतः कोशिकाओं के समीप पाई जाने वाली पड़ोसी कोशिकाओं द्वारा तय किया जाता है यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पौधों के मामले में कोशिका का प्रवास नहीं होता है जबकि जंतु विकास के दौरान कोशिका का प्रवास विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दूसरी ओर पौधों के मामले में बहुत ही कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण बहुत ही सघन चिपकी हुई कोशिका भित्ति के कारण पौधे में सेल प्रवास का अभाव होता है जिसका अर्थ है कि पौधे के विकास के मामले में पड़ोसी सेल एक आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है इसलिए यदि आप देखते हैं कि जो सूचना सेल को उचित भाग्य लेने में मदद कर रही है वह या तो सेल इंस्ट्रेंसिक या सेल एक्सट्रिंसिक हो सकती है सेल इंस्ट्रिंसिक का मतलब है यह लीनिएज वंशावली पर निर्भर है या एक्सट्रिंसिक का मतलब है यह स्थिति निर्भर है यदि आप इस स्कीमेटिक डायग्राम को देखते हैं तो यह एक लीनिएज आधारित तंत्र है तो क्या होता है अगर यह सेल ए है यह सेल बी है वे एक दूसरे के समीप में हो सकते हैं लेकिन कोशिका ए के पास स्पेसिफिकेशन या विशिष्टईकरण के लिए पहले से ही अपनी एक अलग जानकारी होगी बी के पास स्पेसिफिकेशन के लिए दूसरी अलग जानकारी होगी और भी कोशिकाएं जिनका निर्माण ए से होगा वह यह जानकारी अपने पूर्वजों से प्राप्त करेंगे इसलिए यह अग्रज कोशिकाएं अथवा अनुजात डॉटर कोशिकाएं वही पहचान या भाग्य लेंगी जैसा कि उनकी मात्र कोशिकाओं ने उनको निर्देशित किया है लेकिन यदि यह स्थिति आधारित प्रक्रिया है तो मात्र कोशिकाओं के पास स्पेसिफिकेशन की कोई जानकारी नहीं होती है वे बस विभाजित होती हैं और डॉटर कोशिकाओं को जन्म देती हैं अब डॉटर कोशिकाएं जो कि एक दूसरे के समीप हैं वह जानकारी को आगे बढ़ाती हैं तो इस कोशिका को जानकारी उस कोशिका से मिल सकती है और उस कोशिका को जानकारी इस कोशिका से मिल सकती है और इसी के हिसाब से वे यह परिभाषित या निर्धारित करती हैं की उनका शरीर में तुलनात्मक स्थान क्या है और यह उनको उनकी पहचान लेने में मदद करता है इस प्रक्रिया को करने का एक तरीका क्लोनल एनालिसिस भी है तो हम क्लोनल एनालिसिस में क्या करते हैं हम एक हैरिटेबल विजिबल मारकर का उपयोग करते हैं जैसे कि पिगमेंट म्युटेंट्स उदाहरण के लिए यदि आप पौधे के किस भाग को उत्प्रेरित करते हैं या फिर उनको किसी तरह के उत्परिवर्तन के लिए एक्सपोज करते हैं और एक ऐसा म्युटेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पर कुछ कोशिकाओं में कुछ पिगमेंट्स की कमी हो यदि आप इस पत्ती को लेते हैं और इसे प्रारंभिक अवस्था में ही एक्सपोज करते हैं तो आप देखते हैं कि आप कुछ ऐसी कोशिकाएं पा सकते हैं जोकि पिगमेंट को खो रही हैं और तब बाद में विकसित हो चुकी पत्ती को देखते हैं तो आप पाएंगे की कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जोकि पिगमेंट्स को खो रहा है लेकिन यदि आप इस पत्ती को लेते हैं और बाद में चरण में विकिरण करते हैं जब विकास काफी पूरा हो जाता है तो आप देखते हैं कि ये पैच आकार में अपेक्षाकृत छोटे हैं तो यह क्या बताता है यह बताता है कि क्लोनल विश्लेषण के माध्यम से आप वास्तव में वंश और वंश लीनिएज से आने वाली कोशिकाओं की पहचान कर सकते हैं तो वंश लीनिएज और उसके स्थान के बीच में एक मजबूत संबंध है यह पता लगाने या जाँचने का एक और तरीका है वह है काईमेरा विश्लेषण तो काईमेरा एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें दो या दो से अधिक सेल पापुलेशन हो सकती है यदि आप इस उदाहरण को लेते हैं और हम यह मानते हैं क कि यह पौधे का टॉप व्यू है और उसके पास सेक्टोरियल काईमेरा है तो इस बढ़ते मेरिस्टेम के एक छोटे हिस्से या क्षेत्र में कुछ मार्कड या चिन्हित कोशिकाएं हैं और अन्य अचिह्नित कोशिकाएं हैं और यदि पेड़ पौधे जो इस मेरिस्टेम से बनते हैं तो यदि आप उनको देखते हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि इन पौधों के कुछ भाग जोकि इन कोशिकाओं से बने हैं वह चिन्हित या मार्कड तरह के हैं और इन दो प्रयोगों के द्वारा आप वास्तव में किसी एक कोशिका के वंश लीनिएज को पता लगा सकते हैं पेरीक्लिनल काईमेरा एक दूसरे तरह का काईमेरा है तो यह पता है की शूट अपिकल मेरिस्टम की तीन लेयर होती हैं लेयर L 1 L 2 L 3 और यह भी पता है कि एपिडर्मिस जोकि अंग के सबसे बाहर की परत होती है यह L1 से बनती है और L 2 एक सेल लेयर बनाती है जो एपिडर्मिस के नीचे होती है इसलिए यदि आप L 2 सेल लेयर को मार्क या चिन्हित करते हैं और फिर उस कोशिका से विकसित पत्ती की एनाटॉमी का अध्ययन करते हैं आप देख सकते हैं की एपिडर्मिस की नीचे की कोशिकाएं मार्क या चिन्हित कोशिकाएं हैं लेकिन इसके अलावा दूसरी कोशिकाएं भी हैं जोकि इन कोशिकाओं से दूर होती हैं उनके पास भी मार्क सेल की प्रॉपर्टी या गुण होते हैं लेकिन एपिडर्मिस के मामले में यह देखा गया है कि दोनों ही मैकेनिज्म या प्रक्रियाएं काम करती हैं एपिडर्मिस का विभेदीकरण या डिफरेंटशिएशन स्थान और वंश आधारित है पत्ती की एपिडर्मिस में तीन तरह की कोशिकाएं होती हैं पेवमेंट कोशिकाएं कोशिकाएं जोकि स्टोमेटा बनाएंगी या कोशिकाएं जो ट्राईकोम बनाएंगी और क्या देखा गया है कि एपिडर्मिस से लेकर मात्र कोशिका के निर्माण तक यह ज्यादातर कांटेक्ट या स्थान आधारित है लेकिन मात्र कोशिका जोकि स्टोमेटा बनाती है वह लीनिएज आधारित है एक बार जब कोशिका का भाग्य निर्धारण हो जाता है तब यह लीनिएज इसका अनुसरण करेगी और यह स्टोमेटा बनाएगी जबकि ट्राई कोम का विकास मूलतः स्थान क्या पोजीशन आधारित प्रक्रिया को अपनाएगा लेजर एबलेशन लेजर पृथक्करण एक दूसरा ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है जो वास्तव में यह विभेद कर सकता है की कोशिका का भाग्य निर्धारण लीनिएज से हुआ है अथवा पोजीशन से तो लेजर एबलेशन एक तकनीक है जिसके माध्यम से आप विशेष रूप से लक्षित तरीके से किसी सेल को मार सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि उन कोशिकाओं का क्या होता है तो यदि आप पहला उदाहरण लेते हैं तो मैं इस कोशिका जिसको किसेंट सेल सेंटर QCक्यू सी कहते हैं को नष्ट करने जा रहा हूं तो यह एक एपिकल रूट एपिकल मेरिस्टेम है रूट अपिकल मेरिस्टम में यह कोशिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जानकारी को स्थानांतरित करती हैं और रूट अपिकल मेरिस्टम में स्टेम कोशिकाओं के नीच को बनाए रखती हैं तो वे सभी कोशिकाएं जोकि क्यू सी के सीधे से संपर्क में रहती हैं उनके पास मेरिस्टमैटिक क्षमता होती है तो क्या होगा यदि आप इन क्यू सी को नष्ट कर देते हैं अथवा लेजर से प्रथक कर देते हैं तो यदि आप यहां देखते हैं यह एक प्रोकेंबियम कोशिकाएं हैं क्या होगा यदि आप इन QC को लेजर से प्नष्ट कर देते हैं प्रोकेंबियम की कुछ कोशिकाएं QC के स्थान पर आती हैं और वे नई QC बनाती हैं लेकिन इसका क्या तात्पर्य है इसका मतलब यह है कि प्रोकाम्बियम के भाग्य या पहचान को अब क्यू सी पहचान में बदल दिया गया है और यदि यहां ऐसा होता है तो कोशिकाएं जो कि इस भाग में है वे मूलतः प्रोकेंबियम कोशिकाएं ही थी वे अपनी पहचान को बदलती हैं और वे नई कॉलयूमेला कोशिकाओं को बनाती हैं जोकि आमतौर पर QC के नीचे उपस्थित रहती हैं इसलिए यदि आप यहां देखते हैं तो यहां पर पहचान में बदलाव होता है और यह बताता है कि जानकारी लाइनेज आधारित नहीं होती है नए भाग्य का निर्धारण या नई QC या नई कॉलयूमेला अपने स्थान के हिसाब से एक नए भाग्य भविष्य को चुनते हैं ना कि अपने पुराने कार्यक्रम के हिसाब से और ना ही उस जानकारी के हिसाब से जो पहले से उसके अंदर थी इसी तरह से यदि आप देखते हैं तो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तक जड़ों के टिप् पर है जोकि क्यू सी है क्यू सी के अंदर कोशिकाएं होती हैं जिनको इनिशियल सेल कहते हैं यह वह कोशिकाएं है जोकि मेरिस्टमैटिक कोशिकाएं होती हैं और जड़ों के मामले में यहां पर बहुत सी सेल लेयर्स होती हैं तो सेल लेयर्स जैसे कि एपिडर्मिस कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसायकल और वैस्कुलर कोशिकाएं यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक इनिशियल कोशिका कोशिकाओं की एक परत को जन्म देती है यदि आप इस इनिशियल कोशिका को देखते हैं तो यह इस सेल लेयर को जन्म देती है लेकिन यहां पर एक कोशिका है जो यहां है और यदि इस कोशिका को देखते हैं तो यह एक इनिशियल कोशिका है क्योंकि यह क्यू सी के सीधे संपर्क में है पर यह कोशिका आगे चलकर वास्तव में दो लेयर बनाती है इसलिए कॉर्टेक्स की परत और एंडोडर्मिस की परत एक ही इनिशियल कोशिका से बनते हैं और इस इनिशियल को कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस इनिशियल कहते हैं तो क्या होता है यह इनिशियल पहले विभाजित होती है और उसके बाद यह एक तरह का पैरी क्लीनिकल विभाजन करती है और पैरीक्लीनिकल विभाजन दो समानांतर कोशिकाओं को जन्म देती है जिनमें से एक कोशिका आगे चलकर एंडोडर्मिस और दूसरी कोशिका कारटैक्स बनाती है लेकिन यहाँ क्या महत्वपूर्ण है अगर आप इस CEI को लेजर से नष्ट करते हैं तो आप क्या देखते हैं हम क्या देखते हैं कि जो कोशिकाएं पेरिसायकल में होती हैं यह आंतरिक पेराइकल परत होती है जो कोशिकाएं मूल रूप से अंदर धकेल दी जाती हैं और वे CEI की जगह ले रही हैं और क्या होता है जब वे इस जगह को लेते हैं वे एक पेरिकिलिनल सेल विभाजन की प्रक्रिया से गुजरते हैं और जो कोशिकाएं बाहर होती हैं वे अब अपनी पहचान बदल देती हैं और वे कोर्टेक्स एंडोडर्मिस इनिशियल हो जाती हैं जबकि जो सेल उनके अंदर होता है वह अपनी क्षमता या अपनी पहचान को पेराइकल सेल के रूप में बनाए रखती है इसलिए यह दोनों प्रयोग यह बताते हैं कि नई कोशिका का भविष्य अनुवांशिक नहीं होता और यह उनकी मात्र कोशिका से नहीं आता लेकिन जहां यह कोशिका स्थापित है उस स्थान के अनुरूप अपने को बना लेता है यदि पौधे के वृद्धि और विकास के लिए पोजीशन या स्थान बहुत महत्वपूर्ण है तो फिर यह पोजीशन सिग्नल क्या है एक विशेष कोशिका को कैसे पता चलता है और कैसे एक विशेष कोशिका एक विशेष पहचान को प्राप्त करती है पड़ोसी कोशिका से कैसे जानकारी लेती है और यहां कुछ तंत्र हैं जिन को चिन्हित किया गया है और पहला तंत्र है मोर्फोजन मॉर्फोजन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं जो मूल रूप से सेल भाग्य प्रदान करने या पहचान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं और ऐसे मॉलिक्यूल में से एक बहुत महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है ऑक्सिन है जो कि एक पादप हार्मोन है ऑक्सिन वितरण बहुत महत्वपूर्ण है इसे ध्रुवीय तरीके से प्रवाहित किया जाता है और यहां एक ढलान का निर्माण होता है तो ऑक्सिन का वितरण उसका जैवसंश्लेषण भंडारण सब कुछ महत्वपूर्ण है और कुछ स्थानों पर ऑक्सिन का वितरण ढाल की वजह से होता है जिसका अर्थ है कि कुछ कोशिकाएं को हमेशा उच्च मात्रा में ऑक्सिन प्राप्त होता हैं कुछ कोशिकाओं को कम मात्रा में ऑक्सिन मिलती हैं न केवल ऑक्सिन की उपस्थिति या अनुपस्थिति बल्कि एक निश्चित विकास कार्यक्रम पर जाने के लिए ऑक्सिन की महत्वपूर्ण मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और एक अन्य चीज जो ऑक्सिन के संबंध में महत्वपूर्ण है वह है इसकी कंसंट्रेशन सांद्रता जब ऑक्सिन की मात्रा एक अधिकतम कंसंट्रेशन तक पहुंचती है जिसे हम ऑक्सिन मैक्सिमा कहते हैं तब विकास के कुछ कार्यक्रम ऑक्सिन द्वारा बदल दिए जाते है इसलिए यदि आप इस चित्र को देखते हैं तो इस चित्र में लूसिफ़ेरज़ मार्कर है लेकिन यह लूसिफ़ेरेज़ मार्कर DR 5 प्रमोटर के तहत संचालित है डीआर पाई प्रमोटर ले कैसा प्रमोटर है इसमें की अग्स इन रिस्पांस एलिमेंट्स है इसका तात्पर्य है कि यह ऑक्सिन हार्मोन के लिए संवेदनशील है इसलिए जहां भी ऑक्सिन की प्रतिक्रिया है यह प्रमोटर सक्रिय होगा और आप स्पष्ट रूप से एक सहसंबंध देख सकते हैं कि विकासशील प्राथमिक जड़ों के विभिन्न क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में संकेतों की बहुत अधिक मात्रा होती है और इसे ऑक्सिन मैक्सिमा कहा जाता है और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप एक सहसंबंध देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह लेटरल जड़े उन स्थानों पर आती हैं जहां पर ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा होती है अथवा जहां पर ऑक्सिन मैक्सिमा होता है इसलिए यह बताता है कि कैसे भी ऑक्सिन मैक्सिमा का लेटरल जड़ों के विकास के साथ संबंध है इसका तात्पर्य है कि ऑक्सिन लेटरल जड़ों के विकास को प्रारंभ करने या फिर लेटरल जड़ों के विकास के लिए जिम्मेदार कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए उत्तरदाई है यह कहां पर सक्रिय हो रहा है यह कुछ कोशिकाओं में सक्रिय हो सकता है जो पार्श्व रूट प्रिमोर्डिया बनाने में सक्षम है इसके बनने का एक तरीका मोर्फोजन हो सकता है एक और तंत्र क्यों एक विशेष सेल एक विशेष भाग्य प्राप्त करता है उसका कारण विशिष्ट रिसेप्टर मध्यस्थता संकेत भी हो सकता है जब हम शूट एपिकल मेरिस्टेम अथवा रूट एपिकल एपिकल मेरिस्टेम के रखरखाव मेंटेनेंस को देखेंगे तब हम इस उदाहरण की विस्तार से चर्चा करेंगे यहाँ एक सेल में कुछ रिसेप्टर्स हैं जो यहाँ CLAVATA 1 और 2 हैं और कुछ सिग्नलिंग अणु मॉलिक्यूल होते हैं जो पड़ोसी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं और यह पड़ोसी कोशिका कुछ सिग्नलिंग अणु का स्राव करती है जो रिसेप्टर्स द्वारा प्राप्त किया जाता है और फिर ये रिसेप्टर्स आनुवांशिक विकास कार्यक्रम शुरू करते हैं इसलिए एक स्थान या पोजीशन आधारित विशिष्ट भाग्य को प्राप्त करने की दूसरी प्रक्रिया इसी तरह से होती है पौधों के विषय में तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण तंत्र मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग है जैसा कि मैंने बताया है की पौधे की कोशिकाएं बहुत ही कठोर होती हैं बहुत ही मजबूती से चिपकी रहती हैं पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण नहीं कर सकते विकास के समय उनका स्थान स्थूल रहता है फिर वे कैसे संवाद करते हैं तो संचार संयंत्र के अवरोध को तोड़ने के लिए सेल से सेल संचार का अद्भुत तरीका विकसित किया गया है जिसे सिम्प्लास्टिक कोशिका की कोशिका का संवाद कहा जाता है और यह छोटी या बड़ी दूरी तक ट्रैफिकिंग करने में मदद करता है ट्रैफिक का मतलब है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जोकि प्रोटीन के रूप में सिगनलिंग मॉलिक्यूल हो सकते हैं मैसेंजर आर एन ए के रूप में हो सकते हैं माइक्रो आर एन ए रूप में हो सकते हैं और की किसी एक जगह उत्पन्न होते हैं और किसी दूसरी जगह तक जा सकते हैं यह आवाजाही छोटी दूरी की भी हो सकती है जैसे कि एक पास की ही कोशिका तक अथवा परिवहन तंत्र की सहायता से यह लंबी दूरी यह कैसे होता है यदि आप इस उदाहरण को लेते हैं तो यह एक प्रोटीन है जिसको शॉर्ट रूट प्रोटीन कहते हैं यह एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो की बहुत महत्वपूर्ण है यह है शॉर्ट रूट के लिए ट्रांसक्रिप्शन फ्यूजन कंस्ट्रक्ट यह है ट्रांसलेशन फ्यूजन कंस्ट्रक्ट ट्रांसक्रिप्शन फ्यूजन कंस्ट्रक्ट से आप क्या समझते हैं इसलिए जब आप SHORTROOT के प्रमोटर को लेते हैं और GFP को उससे उत्पन्न होता हुआ मानते हैं तो जहाँ भी यह प्रमोटर सक्रिय है GFP बनेगा और आप इस के लिए सिग्नल देख सकते हैं लेकिन ट्रांसलेशनल ट्यूशन में आप क्या कर रहे हैं आप शॉर्ट रूट प्रमोटर को ले रहे हैं आप शॉर्ट रूट जीन को ले रहे हैं आप मात्र टॉप को डॉन को निकालते देते हैं और ट्रांसलेशन की सहायता से इसको GFP से मिला रहे हैं तो आप मूलतः शॉर्ट रूट प्रोटीन को GFP हे मिला रहे हैं इसलिए आप यहां क्या कर सकते हैं पहली बात यह है कि प्रमोटर अभिव्यक्ति के क्षेत्र या डोमेन को सुनिश्चित करेगा और यह प्रोटीन GFP के साथ साथ SHORTROOT प्रोटीन के स्थानीयकरण को सुनिश्चित करेगा और यदि आप इन दोनों की तुलना करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शनल फ्यूजन में क्या होगा तो आप सिर्फ ट्रांसक्रिप्शनल डोमेन जहां जीन ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है वहां सिग्नल देख सकते हैं जड़ की नोक में एंडोडर्मिस नामक परत और संवहनी ऊतकों की एक पूरी परत होती है ट्रांसक्रिप्शनल फ्यूजन में आप देख सकते हैं संकेत केवल संवहनी ऊतकों में है जिसका मतलब है कि शॉर्ट रूट प्रमोटर केवल संवहनी ऊतकों में सक्रिय रूप से प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है लेकिन जब आप प्रोटीन पर नज़र रखते हैं ऐसा होता है कि ट्रांसलेशनल फ़्यूज़न का उपयोग करके शॉर्ट रूट प्रोटीन संवहनी ऊतक में मौजूद होते हैं लेकिन वे एंडोडर्मिस में भी मौजूद होते हैं दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आप यहां देख सकते हैं की एंडोडर्मिस प्रोटीन न्यूक्लियस में ही रहती है तो यह प्रोटीन कहां से आती है यहां एक बात बहुत ही स्पष्ट है की प्रोटीन में गतिशीलता है SHORTROOT प्रोटीन जो संवहनी ऊतक में संश्लेषित हो रहा है यह एंडोडर्मिस की ओर बढ़ रहा है क्योंकि एंडोडर्मिस में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है इसलिए जीन एंडोडर्मिस में एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं एंडोडर्मिस जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं लेकिन उनमें प्रोटीन उपस्थित है और फिर हमें जानते हैं कि पौधों के मामले में यह बहुत ही विशिष्ट संरचना से होता है जिसको प्लास्मोडेस्माटा कहते हैं प्लास्मोडेस्माता नैनोपोरेस हैं जो दो कोशिकाओं के बीच हैं और वे एक पथ एक सिंप्लास्टिक पथ प्रदान कर रहे हैं जिसके माध्यम से अणु एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकते हैं लेकिन बहुत सारे सवाल हैं क्या यह आवाजाही स्वतंत्र तरह का है नहीं ऐसा नहीं है प्लास्मोडेमाटा से होने वाला यह आवागमन बहुत ही विनियमित है इसलिए केवल वही मॉलिक्यूल प्लास्मोडेस्माता से प्रस्थान कर सकते हैं जिनको यह प्रस्थान करना चाहिए बे मॉलिक्यूल जिनको आवागमन नहीं करना है यहां से प्रस्थान नहीं कर सकते क्योंकि यदि इस कोशिका से उस कोशिका तक और उस कोशिका से इस क्वेश्चन का तक सब कुछ आवागमन होता रहेगा तो कोशिकाएं अपने स्वयं की विशिष्ट पहचान को खो देंगी इसलिए दोनों ही कोशिकाएं अपने विशिष्ट कार्य को सुनिश्चित करती हैं लेकिन उसी समय वह कुछ मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अनुमति दे रही होती हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अनोखा गुड है जो कि पौधे की कोशिकाएं विकास के समय अधिग्रहण करती हैं और पौधे की वृद्धि एंड विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं अगली क्लास में हम यह सब विस्तार से सीखेंगे लेकिन यदि आप इस चित्र को देखते हैं तो यहां शॉर्ट रूट प्रोटीन प्लास्मोडेमाटा की सहायता से आवागमन करती है और इसका परीक्षण कैसे होता है तो एक तंत्र है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं आप वास्तव में एंडोडर्मिस और संवहनी ऊतकों के बीच प्लास्मोडेमाटा को अवरुद्ध कर सकते हैं तो जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि ये प्रोटीन शॉर्ट रूट प्रोटीन हैं जिन्हें संवहनी ऊतकों में बनाया और स्थानांतरित किया जा रहा है और फिर प्रोटीन एंडोडर्मिस में स्थानांतरित हो रहा है अगर किसी तरह हम प्लास्मोडेस्माटा को रोकते हैं जो एंडोडर्मिस और संवहनी ऊतक के बीच की कोशिका की दीवार में मौजूद होता है तो हम इस आवागमन को रोक सकते हैं और यह वही है जो आप यहां देख सकते हैं जब हम इस प्लास्मोडेमाटा को अवरुद्ध करते हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि SHORTROOT प्रोटीन सिग्नल एंडोडर्मिस से गायब हो रहे हैं यहां देखें कि यह प्लास्मोडेस्माटा को अवरुद्ध करने के 24 घंटे के बाद पूरी तरह से गायब हो जाता है तो यह स्पष्ट रूप से बताता है कि महत्वपूर्ण या बहुत महत्वपूर्ण प्रतिलेखन कारक SHORTROOT प्रोटीन मूल रूप से स्थानांतरित हो रहा है या विशेष रूप से प्लास्मोडेमाटा के माध्यम से एक सेल से दूसरे सेल में ट्रैफिकिंग या आवागमन कर रहा है पौधे की वृद्धि और विकास की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता पूर्णशक्तता टोटीपोटेंसी है इसका क्या मतलब है पौधों में प्रत्येक कोशिका मैं सैद्धांतिक रूप में एक क्षमता होती है कि वे कोशिका विभाजन कोशिका विभेदन डी डिफरेंटशिएशन की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं और वे पौधे बना सकते हैं और कल्पना करें कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है मैं दोबारा यह कहना चाहूंगा कि पौधे सेशाइल होते हैं बे चल नहीं सकते हैं इसलिए उनको एक मजबूत तंत्र का विकास करना होता है जो कि विपरीत परिस्थितियों में यदि वे सब कुछ खो देते हैं और कुछ जीवित कोशिकाएं उनके पास रहती हैं तो वह पुनर विकसित होते हैं और विकास करते हैं तो यह स्लाइड यदि आप यहां देखते हैं कि पुनर्जनन के कुछ प्राकृतिक तंत्र हैं और यह पुनर्जनन तंत्र एक आनुवंशिक कार्यक्रम है तो इस प्रक्रिया के लिए एक नियामक कार्यक्रम है तो अगर किसी तरह रूट टिप्स या शूट टिप्स एक पौधे में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या यदि आप उन्हें काटते हैं तो क्या होता है आप जानते हैं कि एपिअल मेरिस्टम्स शूट टिप्स और रूट टिप्स में स्थित हैं यदि वे नष्ट हो जाते हैं तो पौधे एक तंत्र का अधिग्रहण या विकास करते हैं कि वे वास्तव में मेरिस्टम्स को पुनर्गठित व पुनर्निर्माण कर सकते हैं यह उनकी पुनर्जनन क्षमता के कारण है आगे यदि किसी उत्तक की छाती होती है तो पौधे के पास वापस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बे इस क्षति की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं और यह वापस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से सक्रिय होता है पिछली कक्षा में एक बात जिस पर मैंने चर्चा की वह थी अपिकल डोमिनेंस इसलिए जब पौधे मुख्य रूप से बढ़ रहे होते हैं तब एक्सिलरी मेरिस्टेम होते हैं एक्सिलरी मेरिस्टेम निर्दिष्ट होते हैं लेकिन उनकी वृद्धि बाधित होती है क्योंकि पौधे पहले विकास की एक निश्चित मात्रा सुनिश्चित करना चाहते हैं विशेष रूप से वे प्रजनन चरण में संक्रमण करना चाहते हैं वे पहले सफल प्रजनन सुनिश्चित करना चाहते हैं और फिर संकेत प्रेषित किया जाता है और बहुत अधिक अक्षीय शाखाएं बढ़ने लगती हैं लेकिन अगर आप पौधे को यहां से काटते हैं तो क्या होता है वे तुरंत इसे समझ जाते हैं और चूंकि यह विभेदित क्षेत्र में काटा गया है यदि आप मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र में काटते हैं तो वे मेरिस्टेम का पुनर्गठन कर सकते हैं लेकिन यदि आप उस क्षेत्र मे काटते हैं जो पूरी तरह से विभेदित है तो उनके लिए मेरिस्टेम को पूरी तरह से पुनर्गठित करना मुश्किल है लेकिन भी क्या करते हैं वे तुरंत ही ऑग्ज़ीलियरी मैरिज टीम को सक्रिय करते हैं और वे शाखाओं को बनाना प्रारंभ कर देते हैं इसलिए ऑग्ज़ीलियरी सूट का विकास अब सक्रिय होने लगता है एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है डे नोवो ऑर्गोजेनेसिस तो यह प्लांट सेल का एक गुड है यदि आप पौधे का कोई भी भाग लेते हैं और उसको टिशु कल्चर उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया में उपयोग करते हैं उसको हम एक्सप्लांट कहते हैं और यदि आप इस पौधे को लेते हैं और एक उचित अनुवांशिक कार्यक्रम को सक्रिय करते हैं तो आप एक संपूर्ण पौधे का विकास कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप तना ले सकते हैं और उसमें जड़ों को विकसित कर सकते हैं आप जड़ों को ले सकते हैं और उसमें तने का निर्माण कर सकते हैं इसी तरह आप सूट ले सकते हैं और उसमें जड़ और तना दोनों को जोड़ सकते हैं आप जड़ ले सकते हैं और उसमें शूट को जोड़ सकते हैं तो यह क्या बताता है यह बताता है कि यहां एक अनुवांशिक कार्यक्रम कार्य करता है यदि आप एक उचित संकेत उचित जानकारी या उचित हारमोंस का सम्मिश्रण देते हैं तो आगे चलकर सक्रिय होकर यह एक संपूर्ण और उचित विकास के कार्यक्रम को जन्म दे सकता हैं जो कि जड़ या तना का विकास कर सकता है दूसरा महत्वपूर्ण विकास का कार्यक्रम है जो कि लेटरल जड़ों के निर्माण में कार्य करता है इसलिए जैसा कि मैंने कहा की पौधे जब अपिकल और बेसल एक्सेस में वृद्धि करते हैं तो यह वृद्धि उसके अपेक्स अथवा शूट अपिकल मेरिस्टम या रूट अपिकल मेरिस्टम की सहायता से होता है लेकिन एक बार जब यह उत्तक विभेदीकरण की प्रक्रिया में जाते हैं तब कहीं यहां पर नए मेरिस्टेम का जन्म होता है तो क्या होता है यह अपेक्स से अलग है अपेक्स पर मेरिस्टेम एक मेरिस्टेम की तरह निर्दिष्ट होती है और वे मेरिस्टेम की ही तरह रहती है इसलिए वे केवल कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से ही गुजरते हैं लेकिन यहां क्या हो रहा है की पूर्णता डिफरेंटशिएटिड कोशिकाएं डीडिफरेंटशिएशन की प्रक्रिया करती हैं जिसके द्वारा मैं अपनी मौजूदा पहचान हो रही हैं और वे नई पहचान प्राप्त कर रही हैं पहले मेरिस्टमैटिक पहचान और बाद में बे डिफरेंटशिएशन की एक नई प्रक्रिया से गुजरती हैं जो कि एक पूर्णता नया डिफरेंटशिएशन कार्यक्रम हो सकता है और अब वे एक नया अंग या नए उत्तक का निर्माण करती हैं इसलिए पौधों के पास यह क्षमता भी होती है कि यद्यपि वे डिफरेंटशिएटिड या विभेदित हो चुके हैं फिर भी वे एक उचित सिग्नल को प्रारंभ कर सकते हैं बे डीडिफरेंटशिएशन की प्रक्रिया कर सकते हैं बे री डिफरेंटशिएटिड की प्रक्रिया भी कर सकते हैं इसलिए यदि हम पौधे की वृद्धि और विकास की सभी विशिष्ट विशेषताओं को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं तो हमने क्या देखा हमने देखा है कि पौधे सीज़ाइल हैं और वे वास्तव में शारीरिक क्षति के लिए बहुत ही संवेदनशील हैं और इसी कारण से उन्होंने एक ऐसा विकास का तरीका विकसित किया है जो कि सतत है और वातावरण के संकेतों के लिए उत्तरदाई है और स्वभाव से रीजेनरेटिव पुनर्योजी है ये सुविधाएँ अधिकांशतः उन कोशिकाओं के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान से प्राप्त होती हैं जो स्थानीय होने के साथ साथ लंबी दूरी की भी हो सकती हैं और विकासशील क्षेत्र में सेल भाग्य वंशावली जानकारी की तुलना में स्थितिगत संकेतों पर अधिक निर्भर है इसलिए हम यहां रुकेंगे और अगली कक्षा में चर्चा करेंगे